आप बौद्धिक संपदा के मूल को देखें तो पाएंगे कि मानव रचनात्मकता के लिए बौद्धिक संपदा को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है हम जानते हैं कि कुछ एशियाई संस्कृतियों में मानव रचनात्मकता का पता चलता है प्राचीन संस्कृतियों में मानव रचनात्मकता की कोई अवधारणा नहीं थी वास्तव में वे इस अवधारणा का सम्मान नहीं करते थे या इसकी पहचान नहीं करते थे हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है वास्तव में रचनात्मकता के लिए दिव्य उत्पत्ति को जिम्मेदार ठहराया गया था वास्तव में प्राचीन काल में एक बिंदु पर संस्कृति की कला एक ऐसी खोज के रूप में माना जाता था जिसे आप बनाते हैं और कुछ ऐसा नहीं जिसे आप अपने दम पर बनाते हैं तो कला एक खोज थी और खोज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बनाया गया था इसलिए प्राचीन संस्कृतियों में मौजूद अवधारणा यह तथ्य थी कि मानव ने अपने दम पर कुछ भी नहीं बनाया बल्कि उन्होंने किसी चीज़ को खोजा या एक दूसरे में परिवर्तित किया इसलिए कला को नकल के रूप में माना जाता था जैसा कि आपने पहले ही देखा था कि नकल खोज की प्रक्रिया के माध्यम से आती है अब इस दर्शन का मानना था कि ईश्वर सृष्टिकर्ता है और अन्य सभी चीजें निर्मित हैं इसलिए आपके पास निर्मित चीजें थीं और आपके पास एक निर्माता था अब मानव रचनात्मकता इसमें अच्छी तरह से फिट नहीं लगती है क्योंकि रचनात्मकता को एक नकल के रूप में समझा गया था यदि हम आधुनिक बौद्धिक संपदा कानून का भी गला घोंटते हैं जहां विशेष रूप से जब पेटेंट कानून की बात आती है तो खोज और आविष्कार के बीच एक संबंध है खोजों को आविष्कार के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि खोजों में कोई आविष्कार या कुछ नया आस्तित्व में लाने के लिए नहीं किया जाता है और आपने केवल इसका खुलासा किया है जो पहले से ही मौजूद है इसलिए यह मुद्दा जो प्राचीन संस्कृतियों में लोगों के बीच मौजूद थाआप देखते हैं कि इसी बहस की आधुनिक समय में भी आवश्यकता होती है इसलिए जब हम रचनात्मकता को देखते हैं तो हम सोच के 2 व्यापक वर्गों को देख सकते हैं एक हमारे पास था धर्म जिसने शुरुआत में हमें बताया था कि रचनात्मकता भगवान का क्षेत्र था और फिर हमारे पास पुनर्जागरणथा जहां व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया था इसलिए हम व्यक्तिगत केंद्रित मॉडल लाए और आगे बढ़े और कहा कि यह केवल सृजन नहीं है जो कि दिव्य उत्पत्ति का है यह मायने रखता है कि यहां तक कि व्यक्ति द्वारा स्वयं की रचनाओं पर विचार किया जा सकता है मानव केन्द्रित बौद्धिक क्षण के केंद्र में कल्पना थी यह माना जाता था कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो कल्पनाशील था और एक जीवंत कल्पना पर जहां प्रतिभा या ऐसा कुछ है जो एक प्रतिभा के स्तर से नीचे था इसलिए आपके पास साधारण कार्य करने के लिए प्रतिभा हो सकती है लेकिन असाधारण करने के लिए आपको प्रतिभाशाली बनना होगा फिर यह कुछ ऐसा है जो हममें आधुनिक बौद्धिक संपदा की बहस में पाएंगे आविष्कारक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास प्रतिभा की चिंगारी है जबकि एक कुशल व्यक्ति या कला में कुशल व्यक्ति सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है इसलिए पेटेंट कानून यह कैसे तय करता हैकैसे निर्धारित करता है कि प्रतिभा और सामान्य प्रतिभा के बीच अंतर है वे लगभग इस तथ्य को देखते हैं कि क्या एक कुशल व्यक्ति जो उस क्षेत्र में एक सामान्य व्यक्ति है क्या वह अविष्कार कर सकता है यदि कुशल व्यक्ति आविष्कार नहीं कर सकता था तो पेटेंट कानून का मानना है कि आविष्कार के काम के रूप में यह एक आविष्कारशील कदम है जो एक प्रतिभा के योगदान के समान है इसलिए मानव रचनात्मकता मानव कल्पना के चारों ओर घूमती थी और मानव कल्पना एक ऐसी चीज थी जिसके लिए एक प्रतिभाशाली कार्य को जिम्मेदार ठहराया गया था इसलिए रचनात्मकता की डोमेन परिवर्तन के योगदान के साथ बराबरी की गई है इसलिए आप कुछ इसी तरह के योगदान को देख सकते हैं जिसके कारण एक डोमेन का निर्माण हुआ या ज्ञान या उस डोमेन को बदल दिया गया और रचनात्मकता पर विभिन्न सिद्धांत थे आपके पास मनोविज्ञान में मनोविज्ञान सिद्धांत और संज्ञानात्मक विज्ञान में सिद्धांत भी थे अब यह कल्पना की गई थी कि कल्पना नए विचारों को जन्म देती है और नए विचार पूर्वानुमानित तरीके से संचालित होने के कारण सामने आए और यह पूर्वानुमानित तरीका मैप किया गया या इसमें मौजूदा अवधारणाओं की प्रासंगिकता थी इसलिए एक तरह से कल्पना को वही कुछ करना था जो कि पहले से ही मौजूद था वास्तव में हमारे पास वैज्ञानिक के बयान थे जिन्होंने कहा है कि मैं इसकी तलाश कर सकता हूं क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था अब यह एक कोड है जिसे आइजैक न्यूटन को जिम्मेदार ठहराया गया है तो सभी ज्ञान या सभी रचनात्मकता के मौजूदा ज्ञान पर निर्माण के रूप में माना जा सकता है इसलिए जब आप रचनात्मकता को बौद्धिक संपदा अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो बौद्धिक संपदा अधिकार रचनात्मक प्रयास होते हैं या बल्कि वे अधिकार जो रचनात्मक प्रयासों से निकलते हैं और यदि आप रचनात्मकता को देखते हैं तो मानवीय रचनात्मकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि मौजूदा ज्ञान हम पर कैसे निर्माण करते हैं इसलिए जिस तरह मौजूदा ज्ञान पर रचनात्मकता का निर्माण होता है उसी तरह बौद्धिक संपदा भी एक ऐसी चीज है जो पहले से ही ज्ञात है अब रचनात्मकता का भी समस्या समाधान पर असर पड़ता है रचनात्मकता एक ऐसी चीज है जिसे हम बुद्धिमत्ता कहते हैं जिसके साथ हम बौद्धिक शब्द प्राप्त करते हैं इसलिए मूल प्रक्रिया और मूल विचार मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है जो एक मौजूदा अनसुलझी समस्या के अज्ञात समाधान में होता है हम कहते हैं कि समस्या को हल करने से रचनात्मकता आती है अब किसी समस्या को हल करने में रचनात्मकता बौद्धिक संपदा अधिकारों से सम्बंधित है क्योंकि जब एक आविष्कार की बात आती है जिसमें हम आविष्कार की विशेषता देखने का एक अनूठा तरीका है यह पहले से मौजूद समस्या या एक अनसुलझी समस्या का हल है तो इस तरह रचनात्मकता के लिए मौलिकता या नवीनता को जिम्मेदार माना जाता है अब कॉपीराइट क्षेत्र के तहत मौलिकता एक आवश्यकता है कॉपीराइट क्षेत्र में कॉपीराइट कार्यों की मौलिकता की आवश्यकता होती है मौलिकता या नवीनता कुछ ऐसा है जो पेटेंट क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है इसलिए पेटेंट कानून में होने के लिए आविष्कारों की मौलिकता और नवीनता की आवश्यकता होती है कॉपीराइट और पेटेंट की 2 शाखाएं बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत कानून हैं इसलिए एक अभिनव समाधान का परिणाम नवीनता हो सकता है या एक आविष्कार नवाचार एक बहुत व्यापक शब्द है बौद्धिक संपदा आविष्कार के बारे में अधिक चिंतित है क्योंकि पेटेंट आविष्कार की रक्षा करेंगे हम यह नहीं कहते हैं कि सभी नवाचारों को संरक्षित किया जा सकता है हम केवल यह कहते हैं कि आविष्कार को पेटेंट के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है और आविष्कार पेटेंट कानून का विषय है इसलिए जब हम समस्या समाधान के दृष्टिकोण को देखते हैं या जब हम समस्या को हल करने की प्रक्रिया के रूप में रचनात्मकता को देखते हैं आपके पास एक समस्या है जिसके लिए हम समाधान ढूंढते हैं और यदि समाधान रचनात्मक है तो हम कहते हैं कि नवाचार के रूप में एक नवीनता है जब कोई समस्या होती है जिसे एक रचनात्मक प्रक्रिया का उपयोग करके हल किया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को innovation की प्रक्रिया कहा जाता है